पिछली कक्षा में हमने उर्जा मुक्तिकरण दर उपागम के रुचिरता को प्रयोगों में देखे गए कुछ पहलुओं की व्याख्या करने के लिए देखा था और हमने प्रतिरोध की अवमान्यतात्मकता को भी देखा था और हमने यह भी देखा था कि हम भंजक पदार्थों से नम्य पदार्थों के लिए विकसित अवमान्यताओं को विस्तृत भी करने के योग्य हो चुके थे भंजक पदार्थों की दशा में प्रतिरोध स्थिर था जबकि जब हम नमनीय पदार्थों के लिए गए आपके पास प्लास्टिक उर्जा लोप थी और इसके दृष्टिकोण में जैसे जैसे दरार लंबाई बढ़ती है प्लास्टिक जोन आकार भी बढ़ता है तो जैसे जैसे दरार लंबाई में बढ़ता है प्रतिरोध भी बढ़ता है और हमने जांच नमूने की मोटाई के लिए दो उच्चतम दशाओं पर भी देखा था समतल स्ट्रेन की दशा में जहां मोटाई बहुत अधिक थी R में उतार चढ़ाव थोडा सा छिछला था जब आप किसी पतले नमूने को लेते हो जिसमें समतल प्रतिबल हो तो हमने देखा था कि R वक्र इस प्रकार से तीक्ष्ण था उसने हमें महत्वपूर्ण अवमान्यता जिसे आप स्थाई भंग के रूप में जानते हैं को समझने में सहायता की और इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं जब प्रतिबल स्तर को सिगमा 1 से सिगमा 2 तक बढ़ाया जाता है तो आपके पास यह बिंदु हैG बराबर R इसलिए भंग सिग्मा 2 पर प्रारंभ हो जाता है और इसके सादृश्य उर्जा मुक्ति करण दर G2 है जब मैं प्रतिबल को और अधिक सिगमा 3 तक बढ़ाता हूं तो दरार बहुत कम मात्रा में आगे बढ़ता है और रुक जाता है जब तक मैं और अधिक प्रतिबल बढ़ाता रहता हूं मुझे वहीं रहना होगा जब प्रतिबल सिग्मा c हो जाता है तो आप G बराबर R पाते हैं और इन दोनों वक्र की ढलानें भी बराबर होती है तथा इस बिंदु के पास आपके पास भंग अस्थायित्व होगा एवं यह ग्राफ यह दिखाता है कि a 1 लंबाई का प्रारंभिक दरार डेल्टा a 1 तक बढ़ चुका है इस विस्तार के लिए भंजन स्थाई था इसके बाद आपके पास अस्थाई भंजन मिला और अब आप प्रशंसा कर सकते हैं कि जब हमने भंग के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त दशाओं के बारे में कहा था और हम यह देखने के योग्य है कि आवश्यक दशा G 1 है तथा यह R1 के बराबर होनी चाहिए क्योंकि हम मोड 1 के परिदृश्य में देख रहे हैं डाउ G 1 बट्टे डाउ a बराबर डाउ R 1 बट्टे डाउ a dou G 1 by dou a भी dou R 1 by dou a के बराबर होना चाहिए यह पर्याप्त दशा बन जाती है जब इन दो दशाओं की संतुष्टि हो जाती है तो आपके पास दरार का कैटास्ट्रोफिक चलन होगा दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जिस पर हमने देखा था जब आप सिगमा c कहते हैं तो इस के संदर्भ में क्रांतिक दरार लंबाई क्या है क्या यह a 1 है या a 1 प्लस डेल्टा a 1 आपको यह मन में रखना होगा कि आपके पास सिग्मा c के रूप में प्रतिबल है a 1 आकार के एक दरार में आपके पास स्थाई भंग विस्तार होगा और इसके बाद अस्थाई भंजन होगा तो आपको इसमें भ्रमित नहीं होना है कि a धन डेल्टा एवं लंबाई की एक ग्राफ प्रतिबल c के लिए क्रांतिक दरार लंबाई है वास्तव में अनेक भंजन संबंधी गणनाएं इस गलत संप्रेषण के कारण त्रुटिपूर्ण हो जाती हैं तो यह सभी बहुत छोटी छोटी बातें हैं तो आपको अब इस पर देखना है कि बिना अधिक गणित में जाए पतली प्लेटों में देखे जाने वाले स्थाई भंजन की घटना की व्याख्या करने के हम योग्य हो चुके हैं अस्थाई भंजन स्थाई भंजन के बाद घटित होगा परंतु आप R वक्र अवमान्यता के आधार पर व्याख्या करने के योग्य है देखिए जब आपके पास सीधी रेखा के रूप में उर्जा मुक्ति करण दर हो तो यह एक अन्य विरोधाभास की तरफ बढ़ता है हमारे पास G के लिए समीकरण पाइ सिग्मा वर्ग a बट्टे E है तो यह सभी सीधी रेखाएं है अब R1 वक्र है जब मेरे पास अलग अलग लंबाई की दरारे है a 1 a 2 a 3 a 4 तो मुझे लगता है मुझे एनिमेशन को दुबारा चलाना चाहिए एक दृष्टि इस पर डालिए किस प्रकार से G के क्रांतिक मान को दरार लंबाईयों के द्वारा इंगित किया गया है a1 दरार लंबाई के लिए आपके पास क्रांतिक उर्जा मुक्ति की दर का मान gc1 है a 2 दरार लंबाई के लिए आपके पास इसका मान gc2 है a3 लंबाई के लिए आपको इसका मान gc3 मिलेगा मैं चाहूंगा कि आप इसके साफ सुथरे रेखाचित्र बनाएं यह एक बहुत ही सूक्ष्म अवमान्यता का चित्रण है इसे समझने के लिए एनीमेशन बहुत मददगार है a4 के लिए आपके पास G c4 है तो जो आपको वास्तव में जो मिलता है वह विभिन्न प्रारंभिक दरार की लम्बाईयों के लिए अलग अलग क्रांतिक ऊर्जा रिलीज दर है तुम्हें पता है यह संभव नहीं हो सकता क्योंकि जब हम कहते हैं कि प्रतिरोध पदार्थ में अंतर्निहित है तो पदार्थ को किसी भी तरह की दरार के लिए इसी तरह से व्यवहार करना पड़ता है जब आप दरार की लंबाई के विभिन्न मानों के लिए देख रहे हैं तो भौतिक गुण कम या ज्यादा समान होनी चाहिए तो क्या गलती है जो संभवतः यहां हो रही है देखिए यहाँ एक प्रश्न यह है कि आपने केंद्रीय दरार के साथ एक अनंत प्लेट ली है प्रयोग में सब कुछ एक परिमित प्लेट है कुछ भी अनंत नहीं है इतना ही नहीं आप एक विशेष दरार लंबाई के साथ शुरू करते हैं फिर दरार आगे बढ़ती है इसलिए जब दरार आगे बढ़ती है तो ऊर्जा रिलीज दर की मूल गणना वह नहीं रह जाती है क्योंकि दरार की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती है दरार का किनारा नमूने के किनारे का सामना करता है दरार टिप नमूना किनारे के करीब आता जा रहा है तो यह निश्चित रूप से ऊर्जा रिलीज दर के लिए समीकरण को बदल देगा वास्तव में जब हम स्ट्रेस तीव्रता कारक अवमान्यता विकसित करते हैं तो हम इस तरह के एक पैरामीटर को भी शामिल करेंगे जो कि a से w अनुपात का एक फलन है आपके पास स्ट्रेस तीव्रता कारक के लिए एक मूल समीकरण होगी और आपके पास एक गुणक कारक होगा इसी तरह की तर्ज पर आप भी जो सोच सकते हैं जैसे दरार की लंबाई बढ़ती है मेरे पास यह समीकरण नहीं हो सकता इस समीकरण को अलग होना चाहिए वह अरेखीय भी होगा और आप बीटा वर्ग पाइ a वर्ग सिग्मा के रूप में लेबल कर सकते हैं हमारे सामने जो प्रश्न है यह उसका गुणक फंक्शन है यह a से w अनुपात का फंक्शन है और आपको यहाँ क्या मिलता है यह परिवर्तन करता है कि आपके पास अब एक रैखिक भिन्नता नही है क्योंकि बीटा स्थिर नहीं है वह स्वयं ही a बट्टे w के फंक्शन के रूप में बदल रहा है और आपके पास सार के रुप में फ्रैक्चर को दर्शाने वाला एक गैर रैखिक वक्र होगा और मेरे पास दरार की लंबाई a4 है इसके सादृशय विफलता ऊर्जा रिलीज दर G A है और a3 की दरार लंबाई के लिए इसी महत्वपूर्ण ऊर्जा रिलीज की दर G Bहै वे एक दूसरे के बहुत करीब हैं जबकि अगर आपके पास एनर्जी रिलीज रेट सीधी रेखा के रूप में था आप G c1 से G c4 तक बड़ी भिन्नता है तो आप यहाँ क्या हासिल कर रहे हैं एक गैर रेखीय फ़ंक्शन के रूप में ऊर्जा रिलीज की दर सभी दरार लंबाई के लिए लगभग समान G c की ओर जाता है तो यह बताता है कि आप वास्तविक अभ्यास में क्या उम्मीद करेंगे वास्तविक अभ्यास में पदार्थ पैरामीटर तय करेगा और पदार्थ पैरामीटर वही रहेगा चाहे आपके पास जो भी दरार लम्बाई हों और जब आप स्ट्रेस तीव्रता कारक साहित्य पर जाते हैं तो आपके पास जो है उसे फ्रैक्चर टफनेस के रूप में जाना जाता है जिसे एक प्रतीक K प्रत्यय C दिया जाता है और विशिष्ट मोटाई के लिए फ्रैक्चर टफनेस या यदि आप समतल स्ट्रेस फ्रैक्चर टफनेस को देखते हैं तो इसे एक भौतिक गुण के रूप में माना जाता है और नियताँक K प्रत्यय C इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से आपत्तिजनक नहीं है क्योंकि वहां फिर से आप देखेंगे यदि आप पतले पैनलों के लिए जाते हैं तो K C का मान बढ़ जाता है वह एक अलग पहलू है लेकिन उस विशेष पैनल के लिए यदि हमारे पास कई दरार लंबाई है तो विफलता को K के एक क्रांतिक मूल्य या G के एक क्रांतिक मूल्य से निर्धारित किया जाना चाहिए यहां पर यही प्रयत्न किया गया है तो आपको जो देखना होगा वह यह है कि ऊर्जा रिलीज की दर भी एक अरेखीय फ़ंक्शन होना चाहिए मुझे लगता है मैं इस एनीमेशन को फिर से चलाना होगा ताकि आप सराहना कर सकें कि ग्राफ कैसे खींचे गए हैं अभी आपके पास दरार a 4 के लिए रेखा खींचीं है आपके पास एक अरेखीय वक्र है जो इस बिंदु पर छू रहा है इस बिंदु पर G R के बराबर है और G और R के ढलान मेल खा रहे हैं तो फ्रैक्चर अस्थिरता यहां होगी और अब हम एक छोटी दरार के लिए देखते हैं लंबाई और लाइन इस तरह है तो यह दिखाता है कि आपके पास अलग अलग दरार लंबाई के लिए G का स्थिर मान होगा यदि आप पहचान पाते हैं कि G भी अरेखीयता से बदल रहा है देखिये अब हमने पतली प्लेट पर देखा है हमने पहले भी एक मोटी प्लेट पर देखा है एक मध्यवर्ती प्लेटों में क्या होता है देखें आपको क्या ध्यान रखना होगा कि हमने ऊर्जा रिलीज की दर और प्रतिरोध की अवमान्यता को विकसित किया है जिसने सफलतापूर्वक बताया है कि कैसे भंगुर पदार्थ में विफलता होती है उच्च सामर्थ्य नमनीय ठोस में विफलता कैसे होती है हमने इसे पतले नमूने और मोटे नमूने के लिए देखा है मध्यवर्ती मोटाई के नमूनों में एक बहुत अच्छी घटना देखी जाती है घटना को पॉप इन कहा जाता है और हम देखेंगे यह क्या घटना है आप बहुत सावधानी से निरीक्षण करते हैं और बहुत ध्यान से सुनो मैं एनीमेशन फिर से चलाउँगा इसलिए यह एक मध्यवर्ती मोटाई की प्लेट के लिए है और क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है यह दरार मुख पर दिखाया गया है तो देखो क्या होता है यह प्रारंभिक दरार मुख है और आपके पास भार व विस्थापन के बीच है इसके साफ सुथरे स्केच बनाएं आपको तीन आयामी निरूपण की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको यह ग्राफ़ बनाना होगा और साथ ही दरार के मुख पर क्या होगा और यह भी बहुत ध्यान से सुनें मैं एनीमेशन दोहराऊंगा क्या आपने एक क्लिक ध्वनि सुनी है आप जानते हैं जो आप पाते हैं वह यह कि दरार एक थंबनेल के रूप में आगे बढ़ी है और यह मध्यवर्ती मोटी प्लेटों में देखा गया है और हमें एक स्पष्टीकरण खोजने की जरूरत है कि क्या G और R की हमारी समझ से ऐसा संभव है मैं एनीमेशन दोहराऊंगा आप फिर से ध्यान से सुनो यह अचानक छंलागता है और वहीं रुक जाता है यह जारी नही रहता है दरार रुक जाती है वहाँ यह आगे नहीं बढ़ती है और आप थंबनेल दरार की बढ़ी हुई तस्वीर देख सकते हैं यही आप यहाँ देख रहे हैं फ्रैक्चर टफनेस प्रयोग में आप क्या करते हैं आप मापते हैं जिसे क्रैक माउथ ओपनिंग विस्थापन के रूप में जाना जाता है आप इन दो मुखों में विस्थापन को मापेंगे इसलिए इस तरह के ग्राफ में आपके पास यहां एक चरण होगा की तरह से दिखता है

तो यह एक प्रयोगात्मक रुप से देखी गई घटना है और यदि तुम देखो तुम्हें पता है कि यह एक एनीमेशन है तो क्लिक ध्वनि आपको सुनने के लिए पर्याप्त ऊँची है इस बहुत बहुत छोटे परिमाण की ध्वनि है और वास्तव में एक नान डिस्ट्रक्टिव परीक्षण तकनीक में इसे ध्वनिक उत्सर्जन के रूप में कहा जाता है उन्होने इस ध्वनि को कैप्चर किया इसलिए जब आपके पास एक संरचना है जब दरार बढती है ये छोटी आवाजें प्रोब द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा और वे पता लगाने की स्थिति में होंगे कि संरचना में दरार कहाँ है क्या अभिविन्यास क्या लंबाई आदि तो दरारें की निगरानी में नोंडेस्ट्रक्टिव पद्धति की एक नई शाखा विकसित हुई है लेकिन डेटा को भी संसाधित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह एक घास के ढेर में सुई खोजने जैसा है क्योंकि शोर विभिन्न स्रोतों से आ सकते थे तो आप पाते हैं कि इंजीनियरों को सफलतापूर्वक पता चला है कि उन्हें डेटा प्रोसेसिंग के लिए किस तरह का उपयोग करना चाहिए तो दिलचस्प यह है कि अगर आपको कोई छोटा सुराग मिलता है तो इंजीनियर किसी सम्भव सीमा तक इसका फायदा उठाने के लिए तैयार हैं अब हमारी चिंता यह है कि हमने देखा है कि पॉप इन क्या है और यह भी नान डिस्ट्रक्टिव परीक्षण पद्धति में से एक में इस्तेमाल किया और हमें R वक्र अवमान्यता के दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए यदि हम ऐसा करते हैं तो यह हमें विश्वास देगा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो यह है जो होता है और यह आसानी से समझाया जा सकता है तो आप यहाँ क्या पाते हैंवक्र R के आकार को देखो देखिए भंगुर पदार्थ के मामले में हमारे पास स्थिराँक के रूप में R था क्योंकि यह केवल सतह ऊर्जा है जो वास्तव में प्रतिरोध पैदा कर रही है तो यह स्थिर बनी रही और आप समझाने में सक्षम थे जब G R के बराबर है फ्रैक्चर न केवल आरम्भ करता है बल्कि यह एक अस्थिरता भी है जब आप एक समतल स्ट्रेन नमूने के लिए जाते हैं तो आपके पास एक उथला R था जब आप एक समतल स्ट्रेस नमूने के लिए गए थे तो आपके पास एक तीक्ष्ण R था जब आप एक मध्यवर्ती मोटाई के नमूने के लिए जाते हैं तो ऐसा R हो सकते हैं जो आपके पास एक क्षैतिज चरण हो और फिर वक्र शुरू होता है तो क्या होता है फ्रैक्चर शुरू हो जाएगा और यह उछल जाएगा तो यह वही होता है इसलिए R वक्र अवमान्यता के साथ हम यह समझाने की स्थिति में हैं कि वास्तविक अभ्यास में क्या देखा गया है तो इसका मतलब है कि हम सही दिशा में हैं हम पतले नमूनों मोटे नमूनों के साथ साथ मध्यवर्ती नमूनों को देखने में सक्षम हैं मैं आपकी स्पष्टता के लिए फिर से एनीमेशन को दोहराऊंगा तो यह वही होता है स्लाइड समय देखें 1820 इसलिए जब स्ट्रेस का स्तर बढ़ जाता है तो फ्रैक्चर अस्थिरता का पालन होगा इसलिए यह एक और उदाहरण है जो दिखाता है कि हम सही दिशा में हैं यह हमारे निष्कर्ष सभी अवमान्यता जिसे हम ऊर्जा रिलीज दर में देखना चाहते थे को लाता है क्रैक टिप के स्ट्रेस और विस्थापन क्षेत्रों को विकसित करने के बाद हम फिर से इस अध्याय में वापस आएंगे क्योंकि हमें स्ट्रेस तीव्रता कारक और ऊर्जा मुक्तिकरण दर के बीच एक पहचान खोजने की आवश्यकता है और हमने यह भी कहा है केंद्रीय दरार के साथ अनंत प्लेट के लिए हमने जो ऊर्जा मुक्तिकरण दर की गणना की है वह केवल अनुमानित है क्योंकि हमने सीधे मान को लिया है या उपमा को देखा है हमने वास्तव में इसे व्युत्पन्न नहीं किया है हम उस समय उस व्युत्पत्ति को करेंगे अब हम क्या देखेंगे हम पिछली कक्षा में देखा है एक प्रश्न जिसकी आपको नमूने लाने की आवश्यकता है और देखो कई दरार परिदृश्य में नमूना कैसे व्यवहार करता है आइए हम पहले नमूना देखते हैं और यह नमूना कुछ इस तरह था जो तुम्हारे पास था तुम्हारे पास कागज की पतली पट्टी थी क्योंकि हमें इसे एक नमूने के रूप में लाने के लिए यह आसान है तथा आपके पास एक केंद्रीय दरार थी यह बस स्पष्टता के लिए एक मोटी रेखा के रूप में दिखाया गया है क्रैक अदृश्य हो जाएगा और आपके पास केंद्रीय दरार से पर्याप्त दूरी पर किनारदरारें हैं और इन्हें 85 मिलीमीटर के बराबर दिखाया गया है वे केंद्रीय दरार की तुलना में कुल 17 मिलीमीटर कम हैं लेकिन मैंने आपसे जो पूछा था मैंने आपसे 3 नमूने लाने के लिए कहा था एक नमूने में 95 मिलीमीटर के आकार की किनार दरारें तथा कुल 19 मिलीमीटर होंगी यही कारण है कि किनार दरारें यदि आप उन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो यह केंद्रीय दरार की तुलना में अधिक लंबा होता है फिर आपके पास 9 मिलीमीटर के साथ एक और नमूना था यदि आप उन्हें जोड़ते हैं तो दरार की लंबाई केंद्रीय दरार के समान होती है और तीसरा मामला डबल एज दरार है कुल लंबाई केंद्रीय दरार से छोटी है अब हम 95 मिलीमीटर डबल एज दरार के साथ नमूना लेंगे मैं चाहूंगा कि आप नमूना लें और पेंसिल डालें और सावधानी से भारण करें इसे सावधानी से भारण करें और मैं देखना चाहूंगा कि विफलता कैसे होती है क्या अब आप सब तैयार हैं मुझे लगता है कि आप नमूना सीधे रखते हैं नमूना सीधे रखें ठीक है नमूना सीधे रखें और इस पर समान रूप से भार लगाएं भार को समान रूप से लगाएं मुझे लगता है कि अब आप नमूना तोड़ सकते हैं तुम सिर्फ नमूना तोड़ दो नमूना तोड़ो ठीक है क्या आप बता सकते हैं कि कितने लोगों को डबल एज दरार मिला है अपने हाथ उठाएं इसलिए मुझे 1 2 3 4 5 6 मिले तो यह स्पष्ट है क्योंकि इस उदाहरण में हमारे पास सबसे लंबी दरार डबल एज दरार थी और कुछ लोगों को मुख्य रूप से डबल एज दरार के रूप में परिणाम नहीं मिला है क्योंकि आप जानते हैं कि आप हाथ से प्रयोग कर रहे हैं और आप भार को समान रूप से लागू करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं देखें प्रयोग में आपको नमूना बनाने के प्रत्येक चरण में बहुत सावधान रहना होगा आप दरार बनाते समय कम सतर्क नहीं हो सकते हैं और भार लागू करने में बहुत सावधान रहें क्योंकि जब आप स्वयं दरार बना रहे होते हैं तो आपको बहुत तेज धार ब्लेड लेना चाहिए था और फिर इसे बहुत सावधानी से बनाना चाहिए क्योंकि क्रैक टिप बहुत महत्वपूर्ण है बाद में हम यह देखने जा रहे हैं कि क्या दरार टिप कुंद हुई यह फ्रैक्चर यांत्रिकी में सहायक है यही उनके साथ हुआ है क्योंकि आप जानते हैं कि यदि दरार टिप ठीक से नहीं बनाई गई है तो नमूने का व्यवहार अलग होगा इसलिए यह उम्मीद करना उचित है जब मेरे पास केंद्रीय दरार की तुलना में लम्बी डबल एज दरार है तो फ्रैक्चर वहां शुरू होगा अब हम दूसरे नमूने को देखते हैं कृपया दूसरा नमूना लें जहां केंद्र दरार और डबल एज दरार का योग समान परिमाण के हों अब उन्हें सीधे पकड़ें या यदि आप पाते हैं तो आप क्षैतिज रूप से एक समान भारण कर सकते हैं उसकी कोशिश करो यह सब ट्रायल और ऐरर है ठीक है और फिर आप रिपोर्ट करेंगे कि कौन सी दरार टूट गई है क्या आप हाथों को ऊपर उठा सकते हैं जहां डबल एज दरार टूट गई है आपमें से कितने लोगों को यह मिला है 1 2 3 6 या 7 छात्रों में से 3 ने नमूने तोड़े हैं अन्य आप नहीं तोड़ पाए हैं दोहरी किनार दरार या केंद्र दरार और किसी एक के बारे में क्या केंद्र दरार टूटी तो उस तरह का बिखराव होना चाहिए तब केवल आप एक उचित प्रयोग कर रहे हैं लेकिन मौटे तौर पर और यदि आप इस मामले में भी देखते हैं तो यह केवल डबल एज दरार पहले अलग हो गया है तो इस स्तर पर आप एक बात समझ सकते हैं भले ही हमारे पास एक संरचना में कई दरारें हैं यह दरार है जो क्रांतिक है संरचना के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला है इसलिए एक ही दरार लेना न्यायसंगत हैं और हमारे गणित को विकसित करते हैं ताकि हम समझ सकें कि दरार की उपस्थिति में क्या होता है अब हम अंतिम नमूना लेंगे जब तक आपने नमूना बहुत बहुत सावधानी से नहीं बनाया है और बहुत सावधानी से भारण किया है तब तक नमूना जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए वह व्यवहार नहीं करेगा इसलिए मुझे देखने दो तुम तोड़ना शुरू करो नमूना तोड़ना शुरू करो तुम्हारा नमूना कहाँ से टूटा यह अच्छा है इसलिए कौन सा कितनों को केंद्रीय दरार मिली है कितनों को डबल किनार दरार मिली केंद्रीय दरार आप अपने हाथ उठाएं तो मेरे पास 1 2 3 4 है डबल एज क्रैक 1 2 3 तो इसका मतलब है कि केवल तीन छात्रों को इस मामले के लिए बहुत अच्छा नमूना मिला है देखें बाद में हम करने जा रहे हैं स्ट्रेस तीव्रता कारक की गणना करने के तरीके और अगर तुम देखो ये सब सीमित नमूने हैं तुम्हें पता है कि मैंने उन्हें कागज के बैच की आपूर्ति नहीं की है हर एक अपनी गुणवत्ता का पेपर लाए थे इसलिए भिन्नता थी और अलग अलग छात्रों द्वारा नमूने बनाए गए इसमें भी भिन्नता भी हो सकती है और जब तक आप सावधानी से प्रयोग नहीं करते हैं इस मामले में भी केवल डबल एज दरार विफल होगी क्योंकि स्ट्रेस तीव्रता कारक केंद्रीय दरार से थोड़ा बड़ा होगा इसलिए जब मैं भार बढ़ाता रहता हूं तो डबल एज क्रैक में स्ट्रेस तीव्रता कारक क्रिटिकल हो जाएगा तो सामान्य ज्ञान विफल हो जाता है जो आप पाते हैं वह दरार भौतिक रूप से छोटी हो सकती है लेकिन वास्तविक संरचना पर उपलब्ध कॉन्फ़िगरेशन क्या मायने रखता है और इससे आपको एक तसल्ली भी मिलती है कि भले ही मेरे पास कई दरारें हों अगर वे बहुत दूर हैं तो हम पहले ही एक और उदाहरण देख चुके हैं हमने दबाव वाले मोटे सिलेंडर में कई दरारें देखी हैं वहाँ भी हमने पाया कि जब वे कुछ मिलीमीटर दूर थे तब भी कोई बड़ी अंतक्रिया नहीं हुई थी तो हम एक दरार के लिए फ्रैक्चर यांत्रिकी सीखने में न्यायोचित हैं हमारे लिए सरलता से गणित विकसित करने हेतु और अब इससे पहले कि हम दरार टिप स्ट्रेस और विस्थापन क्षेत्रों के अध्याय में शामिल हों हम क्या करेंगे यह बेहतर है कि हम पदार्थ की सामर्थ्य के साथ साथ लोच के सिद्धांत में अवमान्यताओं की समीक्षा करें और दरार टिप स्ट्रेस क्षेत्रों के लिए समाधान में उतरें अब हम इस पर नजर डालते हैं कि हमने पदार्थ की सामर्थ्य में क्या सीखा है यहां प्रत्येक कथन महत्वपूर्ण है पहली चीज जो आपको मिलती है वह आपको मिलती है जिसे सरल प्रश्नों के लिए समाधान के बंद रूप में जाना जाता है तथा बंद रूप समाधान क्या है आपको में हर डोमेन के बिंदु पर स्ट्रेस परिमाण के मान मिलते हैं इस तरह से आपको समाधान मिला मान लीजिए कि मैं एक स्ट्रेस पट्टी लेता हूं प्रश्न इतना सरल है भारण के बिंदुओं से दूर आपको हर जगह सामान्य स्ट्रेस सिग्मा स्थिर मिलता है यदि क्रॉस सेक्शन स्थिर है यदि भार एक समान है तो यह हर जगह स्थिर है तो किसी भी x y स्थिति आपके पास समाधान से उत्तर मिलता है इसी तरह जब आप नमन के लिए जाते हैं जब आप नमन के लिए जाते हैं तो भारण के बिंदुओं से दूर यदि आप केंद्रीय क्षेत्र को देखते हैं तो आप यह प्राप्त करने की स्थिति में होंगे कि बीम की गहराई पर स्ट्रेस की भिन्नता क्या है अगर मैं x y z का कोई मान निर्दिष्ट करता हूँ यहाँ x y z नहीं केवल x y है तो मैं स्ट्रेस के पूर्ण परिमाण का पता लगाने की स्थिति में रहूँगा कोई दिक्कत नहीं है उस सब के लिए आपने किस तरह की मान्यता बनाई है एक बहुत महत्वपूर्ण मान्यता आप पदार्थ की सामर्थ्य में बनाते हैं आप एक मान्यता बनाते हैं कि भारण से पहले और बाद में प्लेन सेक्शन प्लेन रहते हैं और आपने इससे क्या हासिल किया है देखें यदि आप पदार्थ की सामर्थ्य के पूरे पाठ्यक्रम को देखते हैं तो आप अवकलन समीकरणों को हल करने से बचते हैं यह ठोस यांत्रिकी में पहले स्तर का पाठ्यक्रम है आप विस्थापन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण मान्यता बनाकर अवकलन समीकरणों को हल करने से बचने में सक्षम हैं भारण से पहले और बाद में प्लेन सेक्शन प्लेन रहते हैं और आपने क्या किया है आप पतले अवयवों से संबंधित प्रश्नओं को हल करने में सक्षम हैं और जब आपने पतले अवयवों को देखा है तो आपने ध्यान से भी देखा है कि आप किस तरह की प्रश्नों का समाधान करेंगे आपने स्ट्रेस क्षेत्र का मूल्यांकन शुद्ध नमन के तहत एक बीम या एक गोलाकार शाफ्ट का मरोड़ हेतू किया है देखें मैं यह नमूना लाया हूँ ये आयताकार है मैं भी इसे ट्विस्ट कर सकता हूं परंतु आप पहले स्तर के पाठ्यक्रम में आयताकार शाफ्ट के घुमाव को हल नहीं करते आप इसे स्थगित कर दें तुम्हे पता हैं आपने कभी एक सवाल भी नहीं पूछा जब आप मरोड़ सीख रहे हैं तो क्यों मैं एक आयताकार शाफ्ट के मरोड़ पर विचार नहीं कर रहा हूँ मान लीजिए कि मैं इसे लेता हूं और फिर इसे मोड़ देता हूं तुम देख सकते हो यदि आप यहाँ बहुत बारीकी से देखते हैं जब मैं इसे मोड़ता हूं तो आप यह पाएंगे कि लाइनें कैसे हैं वे लाइनें लंबवत रहती हैं वे घूम जाती हैं समतल सेक्शन समतल बने रहते हैं वे नहीं बदलते हैं वे सिर्फ बदलते नहीं हैं तो यह फायदा है पदार्थों की सामर्थ्य के मामले में आपने यह महत्वपूर्ण मान्यता बना ली है और आप क्रॉस सेक्शन के प्रकार का चयन करने में बहुत सावधान हैं जिससे आपकी प्रश्न को हल करने में भी मदद मिली और कई लोग यह नहीं जानते होंगे कि बीम का क्रॉस सेक्शन एक समतल में नहीं रहता है यहां तक कि एक कैंटिलीवर बीम अंतिम भार के साथ भी एक समतल में नहीं रहता है अंतर क्या है देखें जब मैं बीम को शुद्ध नमन के तहत कहता हूं यदि आप वास्तव में वापस जाते हैं और पदार्थ सामर्थ्य पाठ्यक्रम के अपने विकास को देखते हैं तो आपने केवल चार बिंदु नमन के तहत बीम के मामले के लिए फ्लेक्सर सूत्र विकसित किया होगा जो केवल स्थिर नमन घूर्ण दे रहा है बीम की लंबाई में जिसके लिए आप स्ट्रेसों का पता लगाना चाहते हैं जिस क्षण मैं एक कैंटीलीवर पर जाता हूं जब मेरे पास एक किनार भार होता है तो क्या होता है आपके पास नमन घूर्ण लंबाई के साथ बदलता रहता है लेकिन कर्तन बल स्थिर रहता है तो आप जो कर रहे हैं वह आपके पास नमन के साथ साथ कर्तन भी है और यह सबसे सरल बीम है जो आपको कई अनुप्रयोगों में मिलती है और आपने क्या किया है आपने इसके लिए केवल फ्लेक्स्चर फॉर्मूला का भी उपयोग किया है आपने कभी भी सवाल नहीं किया आपने इसके लिए अपने समीकरण नहीं बनाए हैं लेकिन आपने अभी भी फ्लेक्स्चर फॉर्मूला का उपयोग किया है यह सोचकर कि फॉर्मूला पूरी तरह से लागू हो सकता है यह कैसे लागू हुआ और जब आप कर्तन करते हैं तो सेक्शन किस तरह से बदलते हैं हम इस पर एक नजर डालेंगे अब मैं एक आयताकार सेक्शन की बीम ले रहा हूं और मेरे पास चित्रण के लिए दो सेक्शन हैं और हम देखने जा रहे हैं कि कर्तन के कारण ये प्लेन सेक्शन किस तरह से बदलते हैं और यह इस तरह कर्तन भारण के अधीन है तुम मनन करो कर्तन भारण स्थिर है मैं केवल कर्तन भारण देख रहा हूं इसका एक स्केच बनाने की कोशिश करो क्योंकि तुम्हे आभास है कि आपकी पदार्थ की सामर्थ्य की बहुत अच्छी समझ है कुछ मुद्दे हैं जिन पर आपने ध्यान केंद्रित नहीं किया है आप जानते हैं कि जब मैं फ्रैक्चर यांत्रिकी में एक पाठ्यक्रम विकसित कर रहा हूं तो मैं यँहा और वहां से संकेत कर रहा हूं कि समाधान विकास किस तरह का है लोगों ने किन कठिनाइयों को इंगित किया है इन कठिनाइयों का समाधान कैसे किया गया वास्तव में जब हम दरार टिप स्ट्रेस और विस्थापन क्षेत्रों को देखते हैं यहां तक कि सीमा की स्थिति पर भी हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए जब हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें पदार्थ की सामर्थ्य पर नजर डालनी चाहिए क्या हमने इसके सभी पहलुओं को समझा है आप पदार्थ की सामर्थ्य में एक मान्यता बनाते हैं समतल सेक्शन भार होने से पहले और बाद में समतल बने रहते हैं इसका उल्लंघन तब भी होता है जब मेरे पास स्थिर कर्तन होती है यह कैसे दिखाई देता है जब मेरे पास स्थिर कर्तन होती है तो आपके पास ये लाइनें बदल जाती हैं यह एक सीधी रेखा नहीं है यह एक वक्र है यह एक वक्र है इसलिए जो आप पाते हैं वह आपकी मान्यता अब स्थिर कर्तन की एक साधारण स्थिति के मामले में भी वैैध नहीं है उस परिणाम का उपयोग करने में हम कैसे न्यायोचित हैं यहाँ एक सहजता है आप जानते हैं कि इंजीनियर हमेशा उसी तरह काम करते हैं वे एक समाधान विकसित करेंगे व्यावहारिक प्रश्नों पर लागू करने का प्रयास करेंगे यदि आवश्यक हों फिर सुधार कारकों में लाएं यदि आप अपनी विश्लेषणात्मक कार्यप्रणाली द्वारा इसकी संपूर्णता में प्रश्न को हल करने में असमर्थ हैं तो सुधार कारक वास्तव में मदद करते हैं वास्तव में जब आप एक स्पुर गियर दाँत के डिजाइन को देख रहे हैं जिसे एक कैंटिलीवर बीम माना जाता है और आपने लूई कारक जैसा कुछ किया होगा वह कारक इस तरह के मुद्दों को समायोजित करता है आपको इसकी जानकारी नहीं हो सकती है तो वास्तविक समाधान में आप मान लेते हैं कि समतल सेक्शन समतल बने हुए हैं लेकिन वास्तव में यह एक वक्र है हम फिर से इस एनीमेशन को देखेंगे यह मूल रूप से ऐसा था किया जाता है वे युग्मित नहीं हैं तो यही कारण है कि जब आप नमन वाले स्ट्रेस की गणना करना चाहते हैं तो आप अभी भी फ्लेक्स्चर फॉर्मूला का उपयोग करते हैं फ्लेक्सचर फॉर्मूला तब तक वैध है जब तक आपके पास स्थिर कर्तन है यदि यह बीम की लंबाई के साथ एक चर कर्तन बल है जो कई व्यावहारिक स्थितियों में हो रहा है तो आपका विश्लेषण केवल अनुमानित है कृपया इस बात का ध्यान रखना यह बहुत ज़रूरी है और यह वही है जो यहाँ संक्षेपित में है केवल गहरे बीम में कर्तन भारण के कारण विकृति महत्वपूर्ण हो जाती है तो गहरे बीम में आप इसे समायोजित करते हैं तो आमतौर पर पदार्थ की सामर्थ्य में कोर्स में इस प्रभाव को अनदेखा किया जाता है लेकिन अगर आप अच्छी पुस्तकों को देखते हैं तो पदार्थ की सामर्थ्य बीम के विश्लेषण दोनों नमन और कर्तन के रूप में बीम का इंजीनियरिंग विश्लेषण के अधीन होता है जिसे अब बीम विश्लेषण नहीं कहा जाता है जिस क्षण तुम इंजीनियरिंग के भीतर आते हो आप भी समझते हैं कि वहाँ अनुमानन हैं तो आप अनुमानन देख रहे हैं तो अनुमानन के बिना कोई इंजीनियरिंग नहीं है तो यह बताता है यहां तक कि सरल नमन में भी हमने पदार्थ की सामर्थ्य के मामले में कैसे समझौता किया है अब इससे पहले कि मैं लोच का सिद्धांत theory of elasticity लेता हूं मैं कई छात्रों द्वारा उठाए गए एक सामान्य प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा पहली असाइनमेंट शीट में हमारे पास ठोस यांत्रिकी की समीक्षा थी और इसमें से एक प्रश्न था एक मुक्त सतह की परिभाषा क्या है आप जानते हैं संख्यात्मक अध्ययन के साथ साथ प्रायोगिक अध्ययन दोनों के लिए मुक्त सतह की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है विश्लेषणात्मक विकास के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि सीमा की स्थिति को सावधानीपूर्वक कैसे निर्दिष्ट किया जाए और हम उस पर गौर करेंगे तुम्हें पता है तुम्हें क्या देखना होगा हमने एक स्ट्रेस टेंसर सीखा है स्ट्रेस टेंसर की उपयोगिता क्या है स्ट्रेस टेंसर महत्तव के बिंदु पर स्ट्रेस वैक्टर की समग्रता प्रदान करता है जब आप मोहर के घेरे में Mohr's circle जाते हैं तो मोहर के घेरे की सीमा पर हर बिंदु एक विशेष समतल को पहचानता है जो महत्तव के बिंदु से गुजरता है तो वास्तव में क्या मौलिक है क्या आप महत्तव के बिंदु से गुजरने वाले सभी संभावित समतलों पर स्ट्रेस वेक्टर जानना चाहते हैं स्ट्रेस टेंसर केवल एक माध्यम है लेकिन हमने स्ट्रेस टेंसर पर इतना ध्यान केंद्रित किया हम स्ट्रेस वेक्टर के महत्व को भूल जाते हैं तो यही कारण है कि मैंने कहा कि आपको वापस जाना होगा और स्ट्रेस वेक्टर को अधिक बारीकी से देखना होगा मान लीजिए कि मेरे पास स्ट्रेस टेंसर है स्ट्रेस वेक्टर का पता कैसे लगाए क्योंकि मैं मेरे चयन के समतल पर स्ट्रेस वेक्टर पता लगाने जा रहा हूं जो यहाँ दिया है यदि n एक सतह का बाहरी नॉर्मल है फिर स्ट्रेस वेक्टर वह जो हम खोजना चाहते हैं मुझे महत्तव के बिंदु पर स्ट्रेस टेंसर पता है क्या कोई याद कर सकता है आपने पाठ्यक्रम में क्या किया है यह आपके कॉची सूत्र Cauchys formula के अलावा और कुछ नहीं है इतना सरल है तो आपके पास प्रतीकवाद है मेरे पास प्लेन n पर स्ट्रेस वेक्टर है यह कुछ नही बल्कि स्ट्रेस टेंसर प्लेन को कोसाईन से गुणा करके सतह के बाहरी नार्मल को परिभाषित करता है और इससे पहले कि हम एक उदाहरण को हल करके देखें हम सिर्फ एक बयान देंगे एक मुक्त सतह की परिभाषा क्या है एक स्वतंत्र सतह पर स्ट्रेस टेंसर को शून्य होने की आवश्यकता नहीं है लेकिन स्ट्रेस वेक्टर जरूरी शून्य है वास्तव में आपके कई प्रश्नओं में जैसे कि साधारण स्ट्रेस नमन या मरोड़ आपके पास स्वतंत्र सतहें थीं तो कुछ स्ट्रेस घटक मौजूद हो सकते हैं यह कारण है जब आप सीमा की स्थिति लिख रहे हैं तो आपको यह देखने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि क्या यह एक स्वतंत्र सतह है आप यह नहीं कह सकते कि सब कुछ शून्य है तो यहां जो कहा गया है कि स्ट्रेस वेक्टर शून्य होना जरूरी है स्ट्रेस टेंसर को शून्य नहीं होना चाहिए इसका उल्लेख यहाँ किया गया है हमें स्टेटमेंट अहर्य करना है हमें वकतव्य अहर्य करना होगा हम अन्य मुद्दों पर भी गौर करेंगे इसलिए जब मैं इस तरह कहता हूं तो गणितीय रूप से मैं इसे इस तरह से लिखूंगा T n शून्य के बराबर तो यह एक मुक्त सतह की गणितीय परिभाषा है और एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है इस वेक्टर की दिशा क्या है देखें जब आप एक सतह लेते हैं तो सतह इस तरह बाह्य सामान्य हो सकती है लेकिन स्ट्रेस वेक्टर किसी भी कोण पर हो सकता है यह बाहरी सामान्य दिशा के साथ मेल नहीं खाता है और महत्तव के बिंदु पर आपके पास अनंत समतल होंगे जो इस माध्यम से गुजरेंगे समतल में से कोई एक मुक्त सतह हो सकती है ठीक है मान लीजिए कि आप नमूने की एक सीमा पर एक बिंदु ले रहे हैं और यह एक मुक्त सतह है तो आप एक ऐसे समतल की पहचान करने में सक्षम होंगे जिसे मुक्त रूप में परिभाषित किया गया है लेकिन आपके पास अन्य सभी संभावित समतलों पर स्ट्रेस हो सकता है तो अन्य सभी संभावित समतलों में आपके पास स्ट्रेस वेक्टर की एक दिशा होगी एक और महत्वपूर्ण परिणाम है एक मुक्त सतह पर स्ट्रेस वेक्टर दिशा सबसे अच्छी तरह से सतह के लिए स्पर्शरेखा हो सकती है यह आप इसे सत्यापित कर सकते हैं मैं एक उदाहरण का प्रश्न उठाने जा रहा हूं जो आप सभी जानते हैं हम इन सभी कथनों को योग्यता जाँचेंगें क्योंकि यह समझ बहुत ही मौलिक है और यह महत्वपूर्ण है और एक और बयान है स्ट्रेस वेक्टर मुक्त सीमा को पार नहीं कर सकता है इसलिए अगर मेरे पास एक स्वतंत्र सीमा है अगर मुझे कोई भी समतल महत्तव के बिन्दू के माध्यम से गुजरता है तो यह स्ट्रेस वेक्टर मुक्त सीमा पार नहीं कर सकता देखें यदि आपने कर्तन के विकास को देखा है तो आपने सीखा होगा कि कर्तन एक स्वतंत्र सीमा को पार नहीं कर सकती है यही कारण है कि आपके पास बीम के ऊपर और नीचे की सतहें नमन के तहत है कर्तन शून्य है इसलिए कर्तन एक स्वतंत्र सीमा को पार नहीं कर सकती है केवल एक सामान्य परिणाम का मामला है वह स्ट्रेस वेक्टर मुक्त सीमा को पार नहीं कर सकता है अब हम क्या करेंगे हम स्ट्रेस पट्टी के एक साधारण प्रश्न को उठाएंगे मैंने इस तरह से भारण दिखाने के लिए दर्द उठाया है मैंने इसे एक समान भारण के रूप में नहीं दिखाया है क्योंकि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह एक मुक्त बहिर्मुख कोना है तथा यह वह जगह है जहाँ मैंने भार लगाया है और इस सतह पर क्या होता है संदर्भ स्लाइड देखें 4336 यह एक स्वतंत्र सतह है यह एक मुक्त सतह भी है क्योंकि मैने केवल यहां भार लगाया है यहां एक पिन यहाँ लगाई और मैं एक भार खींच रहा हूं इसलिए दूरी की वजह से संत वेन्ट का सिद्धांत Saint Venant's principle आपके पास एकसमान स्ट्रेस वितरण है अब आप एक बिंदु B मुक्त सतह पर कहीं लेते हैं और आप यह भी कल्पना करते हैं कि मेरे पास x अक्ष क्षैतिज और y अक्ष ऊर्ध्वाधर है और सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि स्ट्रेस टेंसर क्या है और जब मैं स्ट्रेस टेंसर लिखना चाहता हूं तो मैं सभी नौ घटकों को भर दूंगा ऐसा करना एक अच्छा अभ्यास है स्ट्रेस पूर्णता को अपनी संपूर्णता में लिखने के लिए यह एक अच्छा अभ्यास है और जब से मैंने इसे y दिशा माना है मुझे कुछ परिमाण मिलेगा यदि मैं क्रॉस सेक्शन को जानता हूं तो मुझे पता चल सकता है कि y दिशा में स्ट्रेस परिमाण सिग्मा y a है कोई अन्य स्ट्रेस घटक मौजूद नहीं है क्योंकि प्रश्न बहुत सरल है और यह फिर से एक निकट प्रारूप हल है डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर भारण के बिंदुओं से दूर यह मामला है क्योंकि भारण के बिंदुओं के पास विचलन होंगे आप इसे केवल लोच के सिद्धांत से प्राप्त कर सकते हैं अगर सभी प्रश्न हल करने योग्य हैं अन्यथा आपको एक संख्यात्मक या प्रयोगात्मक विश्लेषण करना होगा अब मैं स्ट्रेस टेंसर को जानता हूं और आप यह भी जानते हैं कि यह सतह मुक्त सतह है तो मुक्त सतह को बाहरी सामान्य से परिभाषित किया जाता है और उस सामान्य को भी हम पता लगा सकते हैं यह n 1 के रूप में दिया गया है और दिशा को लिखने के लिए बहुत सरल हैं दिशा कोसाइन कुछ नहीं है बल्कि 1 0 0 इसलिए अब मैं यह पता लगा सकता हूं कि समतल n 1 पर स्ट्रेस वेक्टर क्या है क्योंकि मैं मुक्त सतह के रूप में समतल n 1 को परिभाषित करता हूं तो मुझे T n 1 की गणना करनी है और जब मैं ऐसा करता हूं T n 1 0 पर जाता है तो हम अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो जाते हैं एक मुक्त सतह की गणितीय परिभाषा T n 0 के बराबर है इस विशेष मामले में समतल n 1 इसलिए T n 1 0 के बराबर है तो यही वह है जो आपको अपने कॉची Cauchys formula के फॉर्मूले से मिलता है और विस्तारित रूप में यह किया जाता है यह इसे सत्यापित कर सकते हैं आप इस सतह पर सत्यापित करें कि यह एक स्वतंत्र सतह है आप सत्यापित कर सकते हैं और हम एक और दिलचस्प प्रश्न देखेंगे मैंने एक कोना यहाँ लिया है मैं दूसरी दिलचस्प तस्वीर दिखाऊंगा मेरे पास नमूने से आगे निकला हुआ हिस्सा है देखें बिना स्ट्रेस विश्लेषण किए आप चाहता हूं कि आप मुझे बताएं स्ट्रेस का मान कोने पर क्या है आप केवल एक अनुमान बता सकते हैं देखिये आप आश्वस्त रूप से कहने में सक्षम नहीं होंगे कि यह ऐसा है मैं क्या करने जा रहा हूं अगर मुझे पता है कि स्ट्रेस वेक्टर क्या होता है अगर मैं समझता हूं कि एक स्वतंत्र सतह क्या हैअगर मैं भी समझता हूं कि महत्त्व के बिंदु से गुजरने वाले सभी संभावित समतलों पर स्ट्रेस वेक्टर की दिशा क्या हैमैं इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से दे पाऊंगा तो आपके पास यहां क्या है मुझे यह देखना है कि बिंदु A पर क्या होता है और ध्यान रहे यह एक बहुत ही तेज कोना है यह बहुत तेज कोना है वहां कोई वक्रता नहीं है यह बहुत महत्वपूर्ण है यदि वक्रता है तो चर्चा मान्य नहीं है तो जो आप यहां पाते हैं वह यह है यह एक मुक्त सतह है जो बाहरी सामान्य n1 से परिभाषित है यह एक सामान्य सतह है जिसे बाहरी सामान्य n 2 द्वारा परिभाषित किया गया है मान लीजिए कि मेरे पास इस बिंदु A है अगर मैं बिंदु A को सतह n 1 बनाने पर विचार करता हूं तो स्ट्रेस वेक्टर इस दिशा के साथ होगा माना कि मैं बिंदु A को सतह n 2 से संबंधित मानता हूं तो स्ट्रेस वेक्टर इस दिशा में होगा तो यह एक विरोधाभास की ओर जाता है विरोधाभास को कैसे हल किया जा सकता है विरोधाभास को केवल तभी हल किया जा सकता है जब स्ट्रेस टेंसर शून्य हो तो कोने के बिंदु पर स्ट्रेस वेक्टर शून्य हो सकता है अगर स्ट्रेस टेंसर भी शून्य हो तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करते हैं देखें स्ट्रेस विश्लेषण किए बिना आप कह सकते हैं अब यह एक बाहरी कोना है यही चर्चा आप कोने 1 कोने 2 कोने 3 कोने 4 के लिए भी कर सकते हैं इन सभी कोनों का स्ट्रेस टेंसर भी शून्य है स्ट्रेस वेक्टर शून्य है स्ट्रेस टेंसर भी शून्य है और यह एक बहुत ही उपयोगी गुण है जब आप प्रकाश लोच द्वारा एक प्रयोग करते हैं क्योंकि हम वहां से शून्यवाँ फ्रिंज क्रम शुरू करेंगे अब यदि आप देखते हैं तो मेरे पास बाहर निकली हुई के बजाय अगर मेरे पास v खांचे की तरह एक पदार्थ को हटा दिया जाता है तो यह कोने विलक्षण हो जाता है आपके पास बहुत उच्च स्ट्रेस होगा उन्हें रीटरेंट कॉर्नर कहा जाता है जब आप फ्रैक्चर यांत्रिकी में एक कोर्स कर रहे हैं तो आपको रीएंन्ट्रेंट कॉर्नर के बारे में भी पता होना चाहिए वास्तव में विलियम का आइजनवेल्यू समाधान William's Eigenvalue solution उस तरह के एक v खांचे के लिए था जब यह बाहर फैला है जब यह एक मुक्त सतह होती है तो यह शून्य होती है जब यह अंदर है तो यह बिल्कुल अलग है इस कक्षा में हमने ऊर्जा मुक्ति दर में आगे की अवधारणाओं पर ध्यान दिया हम स्पष्ट रूप से दिखाने में सक्षम हैं कि पॉप इन की घटना को कैसे समझा जाए कि कि मध्यवर्ती मोटी प्लेटों में पाया जाता है फिर हम एक प्रयोग करने के लिए आगे बढ़े जिसमें कई दरारें दिखाई गईं यह क्रांतिक दरार है जिस पर हमें ध्यान देना होगा दरार की लंबाई इसकी क्रांतिकता की पहचान करने की परिभाषा नहीं है इसका विन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है फिरपदार्थों की सामर्थ्य की समीक्षा तत्पश्चात मुक्त सतह की परिभाषा और उसकी उपयोगिता कुछ स्थितियों में त्वरित परिणाम प्राप्त करने के लिए की